एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आइआइटी खड़गपुर व्याख्यान 10 कार्यस्थल में महिलाएं जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी पर सभी का स्वागत है इस व्याख्यान में हम उस पाठ्यक्रम के अगले मॉड्यूल पर चर्चा शुरू करेंगे जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर है संदर्भसमय को देखें 0037 पिछले व्याख्यानों में हमने लैंगिक न्याय की अवधारणा लिंग रूढ़िवादिता लिंगभेद समाजीकरण पितृसत्ता की अवधारणा के संबंध में आधार रखा है हम समझते हैं कि सामाजिक आदर्शता समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को विभागीकृत करने के तरीके से कैसे विभिन्न प्रकार के पैदावार को जन्म देती है इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन है जो महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ एक कारण है कि जो कि परिवार के भीतर कार्यस्थल पर या समाज में है और उनके खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों को समाप्त कर दिया गया है स्थिति काफी गंभीर है और इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है उस पृष्ठभूमि में हमारे पास अंतरराष्ट्रीय विकास हैं जो कि हुए हैं और वे कानूनों और संस्थानों के निर्माण में व्यक्तिगत राष्ट्रों पर प्रभाव डाल चुके हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने उनके अधिकारों को बनाए रखने नीतियों और सिद्धांतों को खत्म करने का प्रयास किया है जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और इस तरह से इसे देखें कि लैंगिक न्याय एक वास्तविकता बन जाता है इस मॉड्यूल में हम विशेष रूप से यौन उत्पीड़न अधिनियम को देखकर कानूनी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे जो 2013 से अस्तित्व में आया है संदर्भसमय को देखें 0252 अब आज से शुरू करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सैकड़ों और हजारों महिलाएं हैं जो कार्यबल में शामिल हो रही हैं परंपरागत रूप से महिलाओं की भूमिका घरों तक ही सीमित थी जैसा कि हमने देखा है कि प्राकृतिक विश्वास था और यह समझ कि महिलाएँ भोजन के काम के लिए बेहतर हैं और इसलिए वे घरों के भीतर ही सीमित थीं कि बच्चों को देख सकें विभिन्न घरेलू कार्य करें और यह माना जाता था कि उनके पास घर की चारदीवारी के बाहर जीवन नहीं है हालांकि उन पारंपरिक समझ और बाधाओं को पिछले कुछ वर्षों में तोड़ दिया गया है महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं महिलाएं विभिन्न कैरियर विकल्पों का चयन कर रही हैं और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही हैं वे धीरे धीरे उन स्थानों पर अतिक्रमण कर रही हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित थे इसलिए कहीं न कहीं परंपरागत मानसिकता को चुनौती दी गई है जहां पुरुषों को रोटी कमाने वाले के रूप में देखा जाता था और इसलिए उन्हें महत्व दिया गया था और महिलाएं गृहिणी थीं और एक सेवा थी जो अवमूल्यित थी जिसे महत्व के साथ नहीं देखा गया था हालाँकि कार्यबल में महिलाओं के अतिक्रमण के साथ ही हमारे पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है इसलिए चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या वह बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं या वह शिक्षा क्षेत्र है आज जिस भी क्षेत्र की बात की जा रही है हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ हम अधिक से अधिक महिलाओं को कार्यस्थल पर पाते हैं हालाँकि इससे कहीं न कहीं हमारे संघर्ष की स्थिति हमारे संघर्ष को एक अर्थ में बदल दिया गया है चूंकि ये स्थान पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित थे इसलिए पुरुष अन्य पुरुषों को स्वीकार करने के कई गुना अधिक आदी थे और इस तरह अपने प्रभुत्व और अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में लेकिन अब एक बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि महिलाएँ और लड़कियाँ वहाँ आ रही हैं और वहाँ शामिल हो रही हैं यह अस्वीकार्यता का एक व्यंग्य है एक ऐसा व्यंग्य जहाँ दूसरे समूह को यह स्वीकार करना मुश्किल है कि ये भूमिकाएँ भी निभाई जा सकती हैं ये भूमिकाएँ ये नौकरियाँ हैं इन पदों पर दूसरे समूह द्वारा भी काम किया जा सकता है जो महिलायें हैं और वे किसी भी समय अपने अस्तित्व के लिए एक सूत्र के रूप में महसूस करते हैं यदि हम उस मामले का उल्लेख कर सकते हैं जिसे हम चारू खुराना के पिछले व्याख्यान में संदर्भित करते हैं जहां यह तर्क था कि मूल रूप से और पारंपरिक रूप से मेकअप कलाकार जहां केवल पुरुष थे और अगर महिलाओं की अनुमति मिलती तो यह हो सकता है कि कई पुरुषों की आजीविका सवालों में हों तो यह वही स्थिति है जिसे हम देख रहे हैं जिससे पुरुषों को खतरा महसूस होता है पुरुषों को लगता है कि पारंपरिक रूप से और उनके लिए जो कुछ रखा गया है उसे धीरे धीरे महिलाओं ने संभाल लिया है इसलिए यह उनकी आजीविका के लिए खतरा है यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा है और इसलिए एक तरह की संघर्ष की स्थिति पैदा होती है मैं इस विचार को सामने रखने की मंशा जानती हूं कि यह हमेशा संघर्ष होता है और कभी ऐसा होता है कि पुरुष बनाम महिला मुद्दा यह पुरुष नहीं है या महिला विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण एजेंट नहीं है क्योंकि यह दोनों एक साथ है जो प्रगति के रूप में है और इसलिए मैं कहीं भी नहीं सोच रही हूं कि यह दूसरे के खिलाफ है हालांकि कई स्थितियों में यह देखा गया है कि यह अस्वीकार्यता है हमारी स्वीकृति महिलाओं की वहां नहीं है और वह कार्यस्थल पर लिंग पूर्वाग्रह और भेदभाव पूर्ण प्रथाओं के विभिन्न रूपों की ओर जाता है संदर्भसमय को देखें 0746 अब यह है कि हम पितृसत्तात्मक और सामाजिक संबंधों और मिथकों के बारे में अधिक बताते हैं जो हमने पहले बताए हैं जो इन पूर्वाग्रह या भेदभावपूर्ण प्रथाओं के संकेत में जाते हैं उदाहरण के लिए कई बार यह देखा जा सकता है कि एक महिला जो कार्यालय में काम करने या दूसरों के साथ काम करने के लिए है उसके संदर्भ में कुछ चुटकुले बने हैं जो कि चुटकुले हैं जो महिलाओं में एक असहज भावना पैदा करने की प्रवृत्ति है या जो महिलाओं के लिए अवांछित है लेकिन यह किया जाता है और पुरुष सहयोगियों के बीच साझा किया जाता है और वे हंसते हैं और आप जानते हैं उसे देखकर मुस्कुराते हैं अब यह एक ऐसी स्थिति है जो उस पितृसत्तात्मक मानसिकता से अधिक आती है जहां सभी सहयोगियों और सभी कर्मचारियों के बराबर होने के बावजूद अभी भी पुरुष श्रेष्ठता की विकृत अवधारणा है जो मन में है या परिणामी मिथक हैं जो क्या ऐसा है कि महिलाएं यह काम नहीं कर सकती हैं या इस नौकरी के लिए कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जो महिला प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो कुछ ऐसे मिथक जो लोगों की मानसिकता या मानस में जाते हैं और इस तरह उन्हें एक स्थिति में प्रतिक्रिया करने के लिए बनाते हैं जो विभिन्न भेदभावपूर्ण प्रथाओं या महिलाओं के प्रति पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण को जन्म देता है संदर्भसमय को देखें 0930 अब इसलिए जब महिलाएं श्रम शक्ति या कार्यबल का हिस्सा हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें आवश्यक अधिकार सुनिश्चित किए जाएं जो कार्यस्थल पर उनके लिए महत्वपूर्ण हैं यह भी महत्वपूर्ण है कि दिए गए कुछ भौतिक और शारीरिक मुद्दे जो महिलाओं के लिए विशेष हैं उनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए जिससे उन्हें उस विशेष मुद्दे को दूर करने में मदद मिल सके जो कि तदनुसार श्रम कानून हैं जो महिलाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश करता है उन्हें समानता के अधिकारों की गारंटी देता है जो उनके लिए हकदार हैं और विशेष पहलू भी हैं जो महिलाओं को उन लोगों के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित हैं अब भारत में हमारे पास श्रम कानूनों का ढेर है अब ये श्रम विधियां आम तौर पर सामाजिक न्याय सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करती हैं वे लाखों लोगों को एक बेहतर काम करने की जगह प्रदान करना चाहते हैं जो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए नौकरियों में हैं अब इस श्रम कानून में कई हैं बस कुछ का उल्लेख करने के लिए हमारे पास औद्योगिक प्रेषण अधिनियम 1947 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कारखाने 1948 अधिनियम असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इत्यादि हैं इसलिए यदि हम देखें तो इनमें से कई श्रम विधानों में स्त्री के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं जबकि ये सभी प्रावधान लाखों श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए बिखरे हुए हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम की तरह राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के अनुरूप जो यह सुनिश्चित करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए और उस संबंध में कोई अंतर नहीं हो सकता है विशेष कानून जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बोलने की आवश्यकता होती है जैसे कि वह 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम की तरह हैं हम जानते हैं कि मातृत्व एक ऐसी चीज है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है और इसलिए यह महिलाओं के लिए जीवन और जीवन की प्रगति का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसलिए यह यह महत्वपूर्ण है कि एक महिला जो एक माँ होने के लिए है उसे उसके लिए कुछ सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए साथ ही साथ उसके बच्चे का कल्याण जो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए श्रम कानून एक विशिष्ट कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कुछ महीनों के लिए विशिष्ट छुट्टीयों की एक विशिष्ट संख्या है जो महिलाओं को दी जाती हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व के रास्ते पर है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उस अवधि के माध्यम से जीवित रहने में सक्षम है अच्छी तरह से रहती है और यह देखने के लिए कि वह वापस आ सकती है और कार्य बल में शामिल हो सकती है संदर्भसमय को देखें 1331 अब इस संबंध में उन मुद्दों में से एक है जो पिछले कुछ दशकों में विशेष रूप से महिलाओं को त्रस्त करते हुए देखा गया है यह इंगित करने के लिए नहीं कि यह प्रथा पहले कभी नहीं थी लेकिन यह केवल पिछले कुछ दशकों में है कि मामला चर्चा के लिए आ गया है मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और इसलिए इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को अपना आवश्यक महत्व मिल गया अब जो देखा गया है वह यह है कि इनमें से कई महिलाएं जो कार्यबल में शामिल हो रही हैं उन पर पुरुष कर्मचारियों के विभिन्न अपमानजनक नीचे दिखने वाले कम दर्जा देने वाले व्यवहार किए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए महिलाओं को काम करना बहुत मुश्किल लगता है अपने काम के साथ यहाँ काम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और यह गंभीरता से उस महिला के मानसिक और मनोवैज्ञानिक शांत को प्रभावित करता है अब क्या यौन उत्पीड़न इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तथ्य के कारण है कि महिला यहां कार्यरत है इसलिए वह एक कर्मचारी है जो एक विशेष संगठन में काम कर रहा है और उसके आर्थिक संसाधन या आर्थिक निर्भरता पूरी तरह से उस संगठन पर है और यह एक ही संगठन है कभी कभी कर्मचारी और कभी कभी संगठन के नियोक्ता जो कुछ प्रथाओं में लिप्त होते हैं अब इसलिए एक छोर पर यह एक आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा है जहां अगर वह विरोध करती है या वह वस्तुओं को चाहती है या कुछ और कार्रवाई करना चाहती है तो वह तुरंत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पीड़ित हो सकती है क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है या उसके खिलाफ अन्य कार्रवाई की जा सकती है साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर यह महिलाओं को प्रभावित करता है एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात है जो महिला को प्रभावित करता है क्योंकि उसे उस व्यवहार के माध्यम से सहन करना पड़ता है हर दिन जहां एक कार्यस्थल जहां वह पर्याप्त अवधि के लिए काम कर रही होती है उसे कुछ दृष्टिकोणों कुछ व्यवहारों के साथ सहन करना पड़ता है जो उसे असहज कर देता है जिससे उसे कोई परेशानी नहीं होती है या जो उसे अच्छी तरह से होने का खतरा होता है उसे चुपचाप सहन करना है और अपने प्रदर्शन को जारी रखना है क्योंकि एक कार्यस्थल में काम करने के लिए आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और जो बहुत मुश्किल हो जाता है वह यह है कि महिलाओं के लिए यह नकारात्मक व्यवहार या प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उनके प्रति दिखाया जाता है उन्हें समायोजित करना बहुत मुश्किल लगता है और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं और अच्छा प्रदर्शन करें और संगठन के नियोक्ता की संतुष्टि के लिए प्रदर्शन करें इसलिए यह महिला के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति है और यह उसके लिए भी जाना जाता है अगर वह इस मुद्दे को संगठन से बाहर ले जाती है तो यह पूरे संगठन के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाता है और संगठन उसे रखना पसंद नहीं करेगा या उसके साथ जारी रखने के लिए नहीं क्योंकि महिला की रुचि की रक्षा की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में संगठन की रुचि अधिक है तो कुल मिलाकर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक बहुत ही जटिल और एकीकृत समस्या बन जाती है जहाँ महिलाओं के लिए वास्तव में अपनी आवाज़ उठाना विरोध करना या कुछ प्रकार के व्यवहार पर आपत्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो देखा जा रहा है उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में इस तरह के व्यवहार के अधिक से अधिक उदाहरण सामने आए हैं इसलिए भारत में इसे केवल कुछ दशक ही हुए हैं लेकिन अमेरिका में अनुसंधान आदि के माध्यम से इसे सभी क्षेत्रों में देखा गया है रोजगार विशेष रूप से रक्षा बलों आदि ने भेदभावपूर्ण प्रथाओं और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दों को सफेद किया है और इसलिए महिलाओं के लिए पूरी स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल है संदर्भसमय को देखें 1843 अब इसका आधार यह है कि जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं जब हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो किसी भी महिला को कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए इस मुद्दे के मूल में यह है कि कोई भी महिला जैसा कि हमने कहा है कि संविधान समानता की गारंटी देता है कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करता है यह महत्वपूर्ण है कि यदि कोई महिला कार्यस्थल पर है तो उसे काम करने के लिए एक सकुशल और सुरक्षित वातावरण दिया जाना चाहिए प्रदर्शन करने के लिए और किसी भी प्रकार की मनमानी विध्वंस अपमानजनक प्रथाओं को नहीं किया जा सकता है जो उस पर डाल दिया गया है संदर्भसमय को देखें 1928 अब जब हम यौन उत्पीड़न कहते हैं तो यह वास्तव में क्या है अब आम तौर पर जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो यह एक ऐसे व्यवहार को संदर्भित करता है जिसमें एक यौन संबंध है एक यौन संदर्भ है महिलाओं की कामुकता सवालों के घेरे में है और यह महिलाओं के लिए अपमानजनक गलत या अनुचित है इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है यौन संबंध किसी भी अन्य प्रकार का व्यवहार या किसी अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्तियाँ जिनका कोई यौन संबंध नहीं है इस अर्थ में कि वह एक महिला हैं और कुछ निश्चित हैं उसके पहलुओं जो उसकी कामुकता या विशेष रूप से उसकी स्त्रीत्व का उल्लेख करते हैं यदि उस के लिए विशिष्ट संदर्भ है तो यौन उत्पीड़न के इस दायरे में केवल उत्पीड़न आता है किसी भी प्रकार की सामान्य टिप्पणी जो आम तौर पर व्यक्ति महिला होने के बावजूद की जाती है तब वह यौन उत्पीड़न के चरित्र या रंग को नहीं लेगी यह भी महत्वपूर्ण है कि अर्थ का दुरुपयोग होना चाहिए यह महिलाओं के लिए हानिकारक या अवांछित होना चाहिए इसलिए वह ऐसी चीज है जिसका वह स्वागत नहीं करती है और वह इसे कहीं न कहीं अपनी भलाई पर प्रभाव डालती है और यह उसकी स्त्रीत्व का उसकी कामुकता का दुरुपयोग करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जब हम यौन उत्पीड़न की बात कर रहे हैं अब यहां जो महत्वपूर्ण है वह जो प्रभाव पैदा करता है कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और कुछ जो अक्सर विनती की जाती है उत्पीड़कों का कहना है कि उनका मतलब कभी नहीं था कि वह कभी नहीं चाहते थे कि इसका अर्थ है उन्होंने इसे किसी और अर्थ में कहा था तो हम समझ गए हैं व्यक्ति के यौन पहलू का संदर्भ और प्रभाव जो महिलाओं पर बनाई गई शर्तों के अनुसार है यह उत्पीड़नकर्ता के इरादे का मुद्दा नहीं है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब यौन उत्पीड़न की बात होती है तो आर्थिक पहलू के साथ सीधे संबंध होते हैं हालांकि यह अनिवार्य नहीं है या कोई वरिष्ठ नहीं है कि यह आर्थिक नुकसान हो सकता है या नहीं संदर्भसमय देखें 2228 पूरी तरह से व्यवहार और व्यक्तिगत कृत्य परिभाषा के दायरे में आ सकते हैं या यौन उत्पीड़न के अर्थ ये व्यवहार के प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो इस तरह के कृत्य के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं एक महिला पर छूना ब्रश करना शरीर अश्लील तस्वीरें या कार्टून दिखाना यौन एहसान के लिए अश्लील गाने गाना महिला के निजी जीवन के बारे में यौन कृत्य करने से इंकार करने पर धमकी देना इत्यादि उनके लिए और भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है लेकिन आम तौर पर ये हैं यौन उत्पीड़न शब्द के लिए पात्र होने वाले कार्य या गतिविधियाँ और अच्छा उदाहरण शायद रूपन देओल बजाज बनाम के पी एस गिल मामला हो सकता है जहां एक व्यक्ति जो एक प्रतिवादी है और एक महिला के तल पर आ गया और अब वह कुछ ऐसा है जो एक महिला को बहुत अपमानजनक लगता है और निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अनजान और अपमानजनक रूप है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भले ही यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आदमी को सामान्य और स्वीकार्य लगता है हो सकता है कि वह एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या जो भी हो संदर्भसमय को देखें 2413 लेकिन महिलाओं के संबंध में ऐसा कुछ है जो व्यवहार का अस्वीकार्य रूप है और इसलिए निश्चित रूप से यौन उत्पीड़न की परिभाषा को योग्य बनाता है अब आम तौर पर इस तरह के भारत में हम वास्तव में विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में नहीं देखते हैं हालांकि साहित्य इसे यौन उत्पीड़न की दो श्रेणियों के रूप में रखता है जो एक जगह होती है एक है मुआवज़ा और दूसरी शत्रुतापूर्ण वातावरण अब क्विड प्रो क्वो आम तौर पर इसके लिए संदर्भित करता है जहां एक नियोक्ता एक नियोक्ता से यौन एहसान प्राप्त करने पर पदोन्नति उच्च वेतन शैक्षणिक प्रगति आदि के वादे जैसे मूर्त कार्य संबंधित परिणाम बनाता है यदि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं आपको वह दूँगा इसलिए यह आम तौर पर दूसरे के बदले में होता है और यह विभिन्न वादों के लिए होता है जो एक या दूसरे यौन एहसान की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है दूसरा वह है जिसे हमने शत्रुतापूर्ण वातावरण कहा है जब अनुचित यौन आचरण व्यक्ति की नौकरी के प्रदर्शन के साथ अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है या एक प्रतिकूल या आक्रामक कार्य वातावरण बनाता है भले ही यह अमूर्त या आर्थिक नौकरी के परिणाम में न हो अब वह दूसरी स्थिति है जहाँ यौन आचरण में कमी है और वह गंभीरता से काम के प्रदर्शन या पूरे वातावरण के साथ हस्तक्षेप करता है जो काम कर रही महिलाओं को घेर लेता है लेकिन जैसे कि कोई आर्थिक परिणाम नुकसान नहीं हैं जो खंड में शामिल हैं इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह है की यौन उत्पीड़न गलत है इस तथ्य के कारण नहीं है कि आर्थिक नुकसान निरंतर या प्रतिकूल वातावरण हैं बल्कि इसलिए कि यह व्यवहार को कमजोर कर रहा है एक वह जो एक कर्मचारी के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में पीड़ित की गरिमा और आत्मसम्मान पर हमला करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक गरिमामय जीवन जीने के खिलाफ है इसकी गारंटी अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है यह एक पीड़ित व्यक्ति के आत्मसम्मान के खिलाफ जाता है और यह एक इंसान के रूप में व्यक्ति की अखंडता को प्रभावित करता है और इस कारण से इसका अभ्यास निषिद्ध है